इस व्याख्यान में जो इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर श्रृंखला में तीसरा है हम विशेष रूप से सेवा प्रबंधन और सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए हम इस व्याख्यान में सेवा प्रबंधन और सुरक्षा के साथ कुछ मुद्दों पर गौर करेंगे और हम विशेष रूप से बहुत गहराई तक नहीं पहुंचेंगे कि सेवा प्रबंधन की पेशकश कैसे करें और उन प्रणालियों को कैसे सुरक्षित करें क्योंकि आप जानते हैं कि यह मूल रूप से इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स पर इस परिचयात्मक पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर हो जाएगा इसलिए हम बस उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे जो क्लाउड कंप्यूटिंग से निपटने के दौरान और विशेष रूप से IoT के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ विशेष रूप से और अधिक ध्यान रखने के है तो आइए इन कुछ अलग मुद्दों पर गौर करें इसलिए इससे पहले हमें कुछ चीजों के बारे में सावधान रहना होगा इसलिए जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम अनिवार्य रूप से सेवा पेशकश कंप्यूटिंग सेवाओं की पेशकश के बारे में बात कर रहे हैं और जब हम सेवा की पेशकश के बारे में बात करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ऑप्टीमल प्रदर्शन है जो इच्छित ग्राहकों या अंतिम उपयोगकर्ताओं को दिया जाता है और वहां जब भी आवश्यकता होती है मांग पर सेवाओं को एक वर्चुअल वातावरण में एक कुशल तरीके से पेश किया जाता है क्योंकि जैसा कि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पर पिछले व्याख्यानों में देखा था ये ऐसे वातावरण हैं जो वर्चुअल हैं क्लाउड अनिवार्य रूप से एक वर्चुअल वातावरण है जहां आप जानते हैं कि कंप्यूटिंग संसाधनों को उपयोग के माध्यम से या वर्चुअलाइजेशन प्रौद्योगिकियों की मदद से पेश किया जाता है तो मूल रूप से उद्देश्य सेवा प्रबंधन के माध्यम से ग्राहकों के वांछित परिणामों के बराबर महत्व प्रदान करना है इसलिए कि ग्राहक संतुष्ट हैं और इसलिए कि आप जानते हैं कि ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अच्छे तरीके से और न्यूनतम जोखिम के साथ सेवाएं मिलती हैं तो न्यूनतम जोखिम का मतलब है कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि यहां लागत समझ में आती है लेकिन जोखिम मूल रूप से संदर्भित करता है कि हम यह कहें कि ग्राहक कुछ कंप्यूटिंग संसाधन का उपयोग कर रहा था और यदि किसी कारण से संसाधन अनुपलब्ध हो जाता है तो जोखिम शमन तकनीक होनी चाहिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ अतिरिक्त भौतिक संसाधन हैं जो उस वर्चुअल मैप पर मैप किए जाएंगे जो ग्राहक उपयोग कर रहा था इसलिए उस प्रावधान को गतिशील रूप से किया जाना चाहिए और ग्राहक को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि कुछ गलत हो गया है क्योंकि यह परिवर्तन बैकग्राउंड में हुआ है इसलिए मूल रूप से उपयोग निगरानी और बिलिंग सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सेवाओं की पेशकश करना आवश्यक है जो ग्राहक को मिलने वाली सेवाओं का स्पष्ट और पूर्ण विवरण होना चाहिए फिर नेटवर्क और कनेक्टिविटी की उपलब्धता के संबंध में मुद्दों और यह उपलब्ध होना चाहिए नेटवर्क और कनेक्टिविटी की उच्च उपलब्धता लगातार होनी चाहिए इन संसाधनों तक पहुंच में आसानी होनी चाहिए और इसे प्रबंधित किया जाना चाहिए सेवाओं को इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिए कि ग्राहक किसी भी अविकसित कंप्यूटिंग वातावरण की किसी भी भावना को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा सेवा चयन के लिए पोर्टल्स होने चाहिए और सेवा की गारंटी होनी चाहिए और संसाधनों की तेजी से पूर्ति होनी चाहिए या संसाधनों का डिकमीशन होना चाहिए और यह एक सुरक्षित वातावरण होना चाहिए जहां उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित रूप से कंप्यूटिंग और स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध हो तो यह सेवा स्तर समझौता क्या है इसलिए परिभाषा के अनुसार सेवा स्तर का समझौता गैर कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में है जिसकी अपेक्षा सेवा प्रदाता से विशेष रूप से क्लाउड सेवा प्रदाता से की जाती है और उद्योग में संक्षेप में इस सेवा स्तर समझौते को SLA के रूप में जाना जाता है यह SLA मूल रूप से एक रोडमैप प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित डिलिवरेबल्स देगा इसलिए यह SLA आमतौर पर ग्राहक द्वारा अपेक्षित सेवाओं की गुणवत्ता उपयोगिता वारंटी का वर्णन करेगा तो यह SLA सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों के बीच एक समझौता और मंच बनाने के कुछ प्रकार होगा ताकि ग्राहकों को पता चले कि ग्राहक किस स्तर की सेवा प्रदाता से प्राप्त करने वाला है लेखांकन और बिलिंग जो हाथ से जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए मूल रूप से संसाधनों के उपयोग और संसाधनों के आधार पर इस तरह के उपयोग के बारे में जानकारी ग्राहकों को बिल करने के लिए आवश्यक है ग्राहकों को बिल करने और संसाधन के बारे में इस जानकारी को ट्रैक करने के लिए आवश्यक है संसाधन का उपयोग जो आम तौर पर रिकॉर्ड के रूप में किया जाता है ग्राहकों को बिल दिया जाएगा और ग्राहकों को यह पता होगा कि वे लेखांकन रिकॉर्ड संसाधन कीमतों और बिलिंग नियमों के आधार पर बिल लेंगे ऐसे कुछ नियम होने चाहिए जिनके आधार पर ग्राहक को बिल भेजा जाएगा हो सकता है कि संसाधन की खपत की इस इकाई से आपको बहुत अधिक लाभ होगा जिससे आपको पता चलेगा कि बिलिंग दर एक उच्चतर राशि एक और उच्च दर और इतने पर ले जाएगी इसलिए इस तरह से स्लैब या कुछ बिलिंग नीति में कुछ बिलिंग नियमों को लागू करना होगा जिन पर ग्राहकों और सेवा प्रदाता के बीच सहमति होनी चाहिए इसलिए लेखांकन रिकॉर्ड जिसे ट्रैक रखना है लेखांकन मॉड्यूल का एक मुख्य घटक संसाधन मूल्य है इसका मतलब है आप जानते हैं कि इन विभिन्न संसाधनों और बिलिंग नियमों में से प्रत्येक की इकाई लागत क्या है इसका मतलब है वह कौन सी पॉलिसी है जिसके द्वारा ग्राहक को बिल भेजा जाएगा इसलिए इन सभी को एक साथ लिया जाता है जिसका उपयोग बिलिंग उद्देश्य के लिए किया जाएगा अब परंपरागत रूप से डेटा केंद्रों का उपयोग किया जाता था या यहां तक कि साधारण आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कंपनियों में संगठनों में किया जाता था अब हम ऐसी चीजों को बदलने या ऐसे पारंपरिक नियमित आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित या डेटा सेंटर आधारित प्लेटफार्मों को क्लाउड के साथ पूरक करने के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस बारे में बात कर रहे हैं तो आइए अब विभिन्न मानदंडों के संबंध में तुलना करें उदाहरण के लिए हार्डवेयर के संबंध में पारंपरिक डेटा केंद्र विभिन्न समूहों को खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर खरीद में विषम हार्डवेयर का उपयोग करते थे और इसी तरह से और बाद में विषम हार्डवेयर के साथ नेटवर्क कंप्यूटिंग और रिमोट सर्वर का उपयोग करते हैं इसलिए आम तौर पर एक रिमोट वातावरण के माध्यम से क्या होता है इन रिमोट नेटवर्क वातावरण को विषम हार्डवेयर को सर्वर तक पहुंच प्राप्त होगी और यह रिमोट सर्वर तक पहुंच प्राप्त करने वाले विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंचने का पारंपरिक तरीका हुआ करता था डेटा केंद्रों की तरह रिमोट रूप से होस्ट किया जाएगा और इस हार्डवेयर और नेटवर्क वातावरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सर्वर तक पहुंच प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और कंप्यूटिंग की आवश्यकताएं वगैरह वगैरह जो क्लाउड कंप्यूटिंग में पारंपरिक हुआ करते थे हम लगभग मूल संसाधनों के बारे में बात कर रहे हैं जब भी आवश्यकता होती है क्लाउड पर होस्ट किए गए समाधान के साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सब कुछ उपलब्ध हैं जब भी उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताएं होती हैं तो वे संसाधनों को आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं संसाधनों को वर्चुअलाइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है इसलिए कुछ अंतर है जैसा कि आप कंपनियों के पारंपरिक डेटा केंद्रों के पारंपरिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण के बीच समझ सकते हैं और साथ ही साथ अन्य भिन्नताएं भी हैं जिन्हें हम क्लाउड कंप्यूटिंग पर पिछले 2 व्याख्यानों में अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझ चुके हैं एक लचीलापन और लोच में अंतर है जिसे आप जानते हैं इसलिए क्लाउड संसाधन क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं जो आप एक लोचदार तरीके से जानते हैं लचीले ढंग से लचीलेपन का अर्थ है कि कुछ गलत हो जाने पर उपयोगकर्ताओं के पास इसका कोई सुराग नहीं होगा जिसे आप जानते हैं और यह समस्या का ध्यान रखा जाता है इसके लचीलेपन विफलताओं की देखभाल विभिन्न प्रकार से की जाती है और इसी तरह लचीलेपन और मापनीयता आपको पता है कि आपको अधिक संसाधनों की आवश्यकता है जो आप इसके लिए भुगतान करते हैं आपके पास संसाधन हैं जब भी आपको स्वचालन की आवश्यकता होती है तो रनिंग लागत सुरक्षा समझा जाता है सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है सुरक्षा आप जानते हैं कि क्लाउड वातावरण में आपके पास पारंपरिक डेटा केंद्र या नियमित आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित पर्यावरण की तुलना में अधिक सुरक्षा है और चलने की लागत के संबंध में मैंने पहले ही समझाया है इसलिए मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं है तो रनिंग है आप जानते हैं तो यहां वास्तव में आपके पास पारंपरिक डेटा सेंटर के वातावरण पर पारंपरिक वनटाइम कॉस्ट या आवधिक लागत की तुलना में रनिंग कॉस्ट हैं तो यहाँ आपके पास रनिंग कॉस्ट है तो आपको और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है जो आप इसके लिए भुगतान करते हैं इसके लिए आपको और भी अधिक भुगतान करने की आवश्यकता होती है इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में रनिंग कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है अब स्केलिंग का अर्थशास्त्र जो मूल रूप से उपयोगकर्ताओं को बहुत लाभ पहुंचाता है और अर्थशास्त्र मूल रूप से 4 ग्राहक जनसंख्या मीट्रिक संख्या पर निर्भर करता है संख्या 1 अद्वितीय ग्राहक सेटों की संख्या संख्या 2 ग्राहक सेट का कर्तव्य चक्र है संख्या 3 सापेक्ष विस्थापन कर्तव्य चक्र है नंबर 4 ग्राहक सेट का भार है तो ये सभी कारक मूल रूप से स्केलिंग के अर्थशास्त्र के विचारों के साथ आने में मदद करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए अलग अलग आर्थिक प्रोत्साहन हैं जो संगठन में आवश्यक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग के पीछे की लागत को कम करते हैं तो आप जानते हैं कि कैप एक्स फ्री कंप्यूटिंग आपको पता है कि आप जो कैपिंग कंप्यूटिंग जानते हैं वह विशेष रूप से उन परियोजनाओं की तैनाती के लिए उपलब्ध है जो तेजी से नवाचार को बढ़ावा देंगे तब आप जानते हैं कि आवश्यकता से कम रखरखाव लागत के रूप में ऊपर या नीचे स्केलिंग की जाती है जो प्रतिशोध और अतिरेक है डेटाबेस प्रबंधक के मूल्यांकन में कदम इसलिए डेटाबेस प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको क्लाउड में डेटा का प्रबंधन करने की आवश्यकता है तो इसे करने के विभिन्न तरीके हैं इसलिए बहुत अधिक चीजों में नहीं जाना चाहिए लेकिन हमें इस विशेष मुद्दे के पीछे की समझ को समझने की आवश्यकता है इसलिए यह आवश्यक है कि उस प्रकार के एप्लिकेशन को परिभाषित किया जाए जो डेटा एसेट प्रोटेक्शन बिजनेस इंटेलिजेंस ई कॉमर्स वगैरह की तरह परोसा जाता है और यह निर्धारित करता है कि ये एप्लिकेशन सार्वजनिक और निजी क्लाउड के लिए कितने उपयुक्त हैं और ऐसे कारक जो आसान परिनियोजन प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं क्लाउड डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की मांगों में दक्षता दोष टोलरेंस अनुकूलता एन्क्रिप्टेड डेटा पर विषम परिचालन सुविधा के अनुकूलता और विभिन्न उत्पादों और समाधानों के साथ अंतर रखने की क्षमता शामिल हैं तो यह मूल रूप से काफी स्पष्ट है कि आप स्पष्ट रूप से जानते हैं यह इनमें से प्रत्येक को समझने योग्य है इसलिए हमें वास्तव में उन्हें और विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है इसलिए क्लाउड में डेटा को प्रबंधित करने के लिए हमें डेटाबेस की तरह की किसी सेवा की आवश्यकता होती है जैसे कि एक सेवा DBaaS के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है और जिसे क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे माइक्रोसॉफ्ट अज्योर या SQL डेटाबेस के साथ एकीकृत करना होता है तो SQL डेटाबेस मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ या अमेज़न वेब सेवाओं के साथ DynamoDB संबंधपरक डेटाबेस सेवा और इसी तरह या गूगल क्लाउड के मामले में SQL गूगल ऐप इंजन डेटास्टोर ClearDB डेटा बेस डॉट कॉमdatabasecom और इसी तरह जैसे प्लेटफ़ॉर्म की तरह डेटाबेस की मदद ले रहा है तो ये विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं सर्विस प्लेटफॉर्म के रूप में डेटाबेस जो क्लाउड के साथ उपयोग के लिए वाणिज्यिक या ओपन सोर्स तंत्र के माध्यम से उपलब्ध हैं अब हम सुरक्षा के मुद्दे पर आते हैं जो व्याख्यान का दूसरा भाग है और यहाँ मूल रूप से हमें सावधान रहना होगा क्योंकि जब आप क्लाउड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रकार के डेटा को संभाल रहे होते हैं और न केवल विभिन्न प्रकार के डेटा होते हैं अलग अलग सर्वरों में संग्रहीत किए जाने वाले विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म जो भौगोलिक रूप से क्लाउड उपयोगकर्ता के बिना वितरित किए जा सकते हैं यहां तक कि दृश्य के पीछे क्या चल रहा है इसके बारे में कोई सुराग नहीं है जहां भौतिक रूप से डेटा तय करने जा रहा है जो क्लाउड उपयोगकर्ता नहीं जानता है इसलिए डेटा सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और कुल मिलाकर क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्यथा ग्राहकों को बहुत सारी चिंताएँ होंगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्लाउड सेवाओं के उनके उपयोग को प्रभावित करेंगे इसलिए समस्या यह है कि क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म में उपयोगकर्ता अनिवार्य रूप से सार्वजनिक क्लाउड पर उपलब्ध जानकारी का नियंत्रण खो देगा इसलिए विशेष रूप से एपीआई के खाते सेवा यातायात बाधा बाधा से डेटा के नुकसान के बारे में चिंताएं क्लाउड और क्लाउड की सुरक्षा के मामले में सर्वोपरि हैं इसलिए इन सुरक्षा चिंताओं को किसी भी अन्य आईटी सुरक्षा मुद्दों के अलावा ध्यान रखना होगा जो आप पहले से जानते हैं तो समाधान के लिए काउंटर सुरक्षा समाधान प्लेटफ़ॉर्म एपीआई हैं जिन्हें आप एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर वगैरह वगैरह जानते हैं जो सुरक्षा नीतियों को प्रदान करके सुरक्षा नीतियों को प्रदान करके गलती से डेटा हटाने की चोरी के लीकेज से बचाएगा इसलिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को SaaS PaaS और IaaS जैसी सेवाओं के लिए सार्वजनिक या निजी क्लाउड के लिए अनुमानित रूप से आश्वासन दिया जाना चाहिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा का मूल्यांकन और निष्पादन करने वाले निर्माण स्तर में नेटवर्क स्तर सुरक्षा होस्ट स्तर सुरक्षा और एप्लिकेशन स्तर सुरक्षा शामिल हैं सार्वजनिक क्लाउड के मामले में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटा परिवर्तन नेटवर्क टोपोलॉजी को गंभीर रूप से प्रभावित न करे और संसाधनों का उपयोग करने के लिए उचित अभिगम नियंत्रण हो तो यह एक नेटवर्क स्तर का मुद्दा है और इसे सुनिश्चित करना है दूसरी बात यह है कि आप क्लाउड सेवा प्रदाता से पारगमन में डेटा की गोपनीयता और अखंडता जैसे चरित्र लक्षण को प्राप्त कर रहे हैं इसलिए डेटा की गोपनीयता देखते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि सुरक्षा के संदर्भ में डेटा गोपनीयता अखंडता उपलब्धता और गैर प्रतिक्षेप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसलिए नेटवर्क स्तर पर प्राप्त करना क्लाउड में बहने वाले पारगमन डेटा में डेटा की गोपनीयता और अखंडता प्राप्त करना है और क्लाउड से बाहर आने पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और गोपनीयता के बजाय सिक्योरिटी को इंश्योर करना पड़ता है और क्लाउड सेवा प्रदाता से वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए सही तरीके से इंटरनेट संसाधनों की उपलब्धता की अखंडता विशेष रूप से PaaS और SaaS स्तर पर मेजबान परत के मुद्दों पर नेटवर्क परत पर चिंता का एक और मुद्दा है अंत उपयोगकर्ताओं से मेजबान ऑपरेटिंग सिस्टम को छिपाना और क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए सुरक्षा जिम्मेदारियों को सौंपना सुनिश्चित करना शामिल है IaaS स्तर पर मेजबान सुरक्षा में विभिन्न सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद से आवंटित मेजबानों को सुरक्षित करने का उद्देश्य शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाइपरवाइजर पर ब्लू पिल अटैक जो IaaS प्लेटफार्मों का एक मुख्य घटक है को कम किया जाता है या ब्लू पिल का ध्यान रखा जाता है हमले के रूप में आप पहले से ही अवगत हो सकते हैं हाइपरविजर और हाइपरविजर पर एक विशेष प्रकार का हमला है जो मैंने पहले ही क्लाउड पर पिछले व्याख्यान में समझाया है तो हाइपरविजर आप जानते हैं कि वर्चुअल मशीनें हाइपरविजर के ऊपर बैठती हैं इन आभासी मशीनों के प्रबंधन के लिए हाइपरविजर को काम सौंपा गया है तो ब्लू पिल का हमला हाइपरविजर पर हमले का एक बहुत लोकप्रिय रूप है और मेजबान स्तर पर इस तरह के खतरे का ध्यान रखना पड़ता है आवेदन स्तर पर CSP और ग्राहक दोनों ही आवेदन स्तर पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं तो यह है कि आप यहाँ जानते हैं विशेष रूप से आवेदन स्तर पर आवेदन न केवल सीएसपी ग्राहक को भी ध्यान रखना है इसलिए यदि यह एक SaaS प्रदाता SaaS क्लाउड सेवा प्रदाता है जो वितरण योग्य अनुप्रयोगों की सुरक्षा का ध्यान रखता है तो आपको पता है कि PaaS प्लेटफ़ॉर्म के PaaS प्रदाताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से उनका मुख्य ध्यान होना चाहिए इसका मतलब है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म को विकास के लिए एक सेवा के रूप में पेश किया जाता है वह एक गूगल ऐप इंजन का वातावरण है जिसे आप जानते हैं कि इसकी सुरक्षा वगैरह का ध्यान रखा जाना चाहिए और तैनात ग्राहक एप्लीकेशन की सुरक्षा और तैनात ग्राहक एप्लीकेशन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए तो IaaS स्तर IaaS प्रदाताओं के स्तर पर एक और चिंता का विषय यह है कि आवेदन स्तर की सुरक्षा IaaS द्वारा प्रदान नहीं की जाती है ग्राहक स्वयं सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करते हैं इसलिए ग्राहक को स्वयं सुरक्षा का ध्यान रखना होता है डेटा सुरक्षा के अलग अलग उद्देश्य होते हैं और संबंधित मुद्दों के उद्देश्यों में डेटा की अखंडता और उपलब्धता की गोपनीयता सुनिश्चित करना शामिल है गोपनीयता का क्या अर्थ है कि डेटा गोपनीय होना चाहिए और केवल इसे इच्छित हितधारक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए अखंडता का अर्थ है कि डेटा के बीच में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए इसका मतलब है जब यह क्लाउड में बह रहा है या क्लाउड से बाहर आ रहा है और उपलब्धता का मतलब है कि डेटा को सेवा स्तर के समझौते के अनुसार उपलब्ध ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि विभिन्न समाधानों में आप पहचान प्रबंधन तकनीकों एन्क्रिप्शन अभिगम नियंत्रण आदि का उपयोग कर जान सकें तो डेटा सुरक्षा के विभिन्न पहलू हैं डेटा प्रोविज़न ट्रांज़िट में डेटा डाटा एट रेस्ट डाटा एट रेस्ट का मतलब है कि दीर्घकालिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा जो डाटा एट रेस्ट है मेरा मतलब है कि जो तेजी से नहीं बदलता है और यह भविष्य में आपके द्वारा ज्ञात दीर्घकालिक उपयोग के लिए सर्वर में होगा और इसी तरह मल्टी टेनेंसी और डेटा वंश सहित डेटा पर तो डेटा वंश का अर्थ है डेटा वंश डेटा रिमैनेंस और डेटाप्रोविज़न ये डेटा के साथ समस्याएँ हैं तो डेटा वंश का अर्थ है शुरू से ही जैसे कि आप स्रोत से जानते हैं जब तक डेटा का उपयोग नहीं किया जाता है तब तक आप इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जानते हैं और आप इसी तरह जानते हैं कि डेटा रिमैनेंस मूल रूप से इस बात का ध्यान रखता है कि जब भी अवशिष्ट डेटा वगैरह वगैरह आप को सुरक्षित कर रहे हैं डेटा जिसे आप जानते हैं उस डेटा का ट्रैक रखना जो मूल रूप से ध्यान रखना है तो वास्तव में ये डेटा सुरक्षा के विभिन्न मुद्दे हैं तो आइए पहले हम पहचान और अभिगम प्रबंधन IAM के बारे में बात करें जो मूल रूप से क्लाउड सुरक्षा की एक शाखा है जो वैध व्यक्तियों को वैध कारणों से वैध संसाधनों को प्राप्त करने की अनुमति देता है तो वैध कारणों से वैध समय पर वैध संसाधनों को प्राप्त करने वाले वैध रूप से क्लाउड सुरक्षा में पहचान और पहुंच प्रबंधन के पीछे मुख्य मुद्दा यह है कि यहां उपयोगकर्ता पहचान और एक्सेस अनुमतियों को प्रशासित पकड़े गए हैं और IAM द्वारा दर्ज की गई इसका मतलब है सभी संसाधनों की पहचान और पहुंच प्रबंधन मॉड्यूल प्रमाणीकरण प्राधिकरण नियमों और शर्तों और उपयोगकर्ताओं की भूमिकाओं के अनुसार किया जाता है इस मॉड्यूल की विशेषताओं में एकल अभिगम नियंत्रण इंटरफ़ेस बढ़ी हुई सुरक्षा संसाधन स्तर पर अभिगम नियंत्रण इस मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभिगम नियंत्रण संगठनों और संचालन सुरक्षा में सुधार और नियामक अनुपालन प्रबंधन अभिगम नियंत्रण में सुधार बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सेवा प्रदाताओं को स्पष्ट रूप से इसका ध्यान रखना होगा इसलिए क्लाउड में एक्सेस कंट्रोल लेयर्स में क्लाउड एक्सेस सर्वर लेवल एक्सेस सर्विस लेवल एक्सेस डेटाबेस एक्सेस शामिल है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधे वेब सेवाओं के माध्यम से प्रश्न भेजे जाने चाहिए तो यह ध्यान रखना है और VM वर्चुअल मशीन के भीतर वर्चुअल मशीन लेवल एक्सेस का उपयोग करता है इसलिए ये पहुंच के अलग अलग स्तर हैं और इन अलग अलग परतों तक पहुंच का नियंत्रण इन परतों के प्रबंधन का ध्यान रखना है जो परिनियोजन मॉडल के आधार पर प्रदाता या उपभोक्ता पर निर्भर करता है विश्वास और प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है विश्वास मूल रूप से किसी निश्चित संदर्भ के लिए 2 संस्थाओं के बीच स्वतंत्र अपेक्षा के मुद्दे का ध्यान रखता है एक निश्चित समय पर स्वतंत्र अपेक्षा 2 संस्थाओं के बीच अपेक्षा इसलिए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और साथ ही साथ हाथ में प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा का मुद्दा आता है समुदाय पर खड़ी संस्थाएँ आप जानते हैं कि इकाई के पास क्या है क्या आप जानते हैं कि समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा क्या है तो ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं जो हाथ में आते हैं इसलिए ग्राहक को उचित क्लाउड प्रदाता का चयन करने के लिए इन अवधारणाओं की आवश्यकता होती है तो अलग अलग मॉडल या विश्वास स्थापना के अलग अलग तरीके हैं तो इनमें सेवा स्तर समझौते की सिद्धि शामिल है इसलिए जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट मौजूद है उसे पूरा करने के बारे में जानते हैं तो ऑडिट मानकों के अनुप्रयोग जो आपको पता हैं कि ऑडिट मानकों को माप और स्व मूल्यांकन के लिए रेटिंग और प्रश्नावली के लिए पर्याप्त रूप से लागू किया गया है या नहीं इसलिए ये ट्रस्ट एक्सेस ट्रस्ट स्थापना के विभिन्न स्तर हैं जो वहां होने चाहिए जोखिम मूल्यांकन की औपचारिक बनाम अनौपचारिक प्रक्रिया जोखिम मूल्यांकन के गुणात्मक बनाम मात्रात्मक तरीके गुणात्मक का मतलब है कि उच्च जोखिम मध्यम जोखिम कम जोखिम बनाम मात्रात्मक का मतलब संख्यात्मक जोखिम आंकड़े परिणाम बनाम कारण विश्लेषण है तो क्या जोखिम किसी चीज के परिणाम के कारण है या जोखिम और आगमनात्मक बनाम घटाऊ तकनीकों के कारण क्या है इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण में क्लाउड प्रमाणीकरण में जोखिम मूल्यांकन की विभिन्न श्रेणियां हैं इसलिए उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रक्रिया जो नए उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाता के बीच उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रक्रिया का ख्याल रखती है जैसे अलग अलग पहलू होते हैं जब प्रमाणीकरण के दौरान गुणों और प्रक्रिया की सुरक्षा होती है जो गंभीर नुकसान का कारण बनने वाले हमलों से आक्रमण कर सकती है और जहाँ उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण PaaS परत पर किया जाता है और परिणाम प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए खतरा है जिससे विभाजन हो सकता है एक नकली उपयोगकर्ता को गोपनीय डेटा का विभाजन इसलिए इसके साथ हम क्लाउड कंप्यूटिंग में 2 व्यापक मुख्य मुद्दों पर आते हैं एक ग्राहक और सेवा प्रदाताओं के बीच SLAs की मदद से सेवा प्रबंधन का ध्यान रख रहा है नंबर 2 सुरक्षा का मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और डेटा सिक्योरिटी डेटा की सुरक्षा बहुत जरूरी है ग्राहकों को वास्तव में पता नहीं था कि उनका डेटा कहां रहने वाला है और सिस्टम में डेटा कैसे घूम रहा है और ग्राहक को यह आश्वासन देना होगा कि उनका डेटा सुरक्षित रहने वाला है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा की पर्याप्त सुरक्षा है और पार्टियां एक दूसरे पर भरोसा कर सकती हैं यह जानकर कि आपको किसी प्रकार की प्रतिष्ठा पर नज़र रखने की प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन उपायों को मूल रूप से प्रचारित किया जाए आप इन विभिन्न दलों के बीच विश्वास विकसित करना जानते हैं इसलिए इन सभी चीजों को वाणिज्यिक या किसी भी तरह के वातावरण में सार्थक रूप से क्लाउड का उपयोग करने के लिए सुनिश्चित करना होगा